छात्रों का स्वागत है तो आइए हम एबीसी से जुडी कुछ अवधारणाओं को समझने की प्रकिया को जारी रखें पिछली कक्षा में मैंने आपसे गतिविधियों के बारे में कुछ बात की थी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों और विभिन्न प्रकार के निर्धारकों के बारे में मैं आपसे गतिविधि आधारित लागत प्रणाली की डिजाइनिंग के बारे में बात करने में सक्षम हूं जब आप गतिविधि आधारित लागत प्रणाली की डिजाइनिंग के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास पूरा करने के लिए कुछ कदम हैं और ये 4 से 5 कदम हैं तो इन आवश्यक कदमों को कैसे करना है और ये कदम क्या हैं डिजाइनिंग और कार्यान्वयन और गतिविधि आधारित लागत प्रणाली में पहला कदम है गतिविधियों संसाधनों और संबंधित लागत निर्धारकों की लागत का निर्धारण करना कुल अप्रत्यक्ष लागत या स्थिर लागत कितनी है ठीक है आप कह सकते हैं कि मेरी स्थिर लागत है कितनी है यह 10 लाख रुपए है यह पहला है कितनी गतिविधियाँ 1 से 50 और कितने निर्धारक आम तौर पर लेनदेन और अवधि तो ये दो प्रमुख निर्धारक हैं जिन्हें हमें पहचानना होगा तीसरे की भी आवश्यकता है लेकिन सभी उत्पादों में नहीं ठीक है तो यह पहला कदम है दूसरा कदम गतिविधियों संसाधनों के प्रवाह और उनके अंतर्संबंधो को प्रतिनिधित्व करनेवाले एक प्रक्रिया आधारित मानचित्र विकसित करना है एक मानचित्र विकसित करें तो हम एक तरह का मानचित्र विकसित करते हैं हम यहां विभिन्न प्रकार के मानचित्र दिखाते हैं अर्थात हम यहां कुल अप्रत्यक्ष व्यय शीर्ष पर कुल अप्रत्यक्ष व्यय रिपोर्ट रखते हैं और फिर हम यहां उस राशि को रखतें हैं जो शायद 10 लाख रुपये है यह शीर्ष पर है और फिर हम कहते हैं कि हमें कौन सी विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ करनी हैं 1 हम उन गतिविधियों का पता लगाते हैं उन गतिविधियों को यहाँ रखते हैं और ये पाँच गतिविधियाँ हो सकती हैं और इस लागत को कैसे आवंटित किया जाना है क्या यह लागत सभी के लिए लागू है हाँ हम इसे इस तरह से रखते हैं यानि यह एक लागत सभी गतिविधियों पर लागू होती है फिर अब ये संसाधन हैं ये गतिविधियां हैं और फिर निर्धारक हैं लागत निर्धारक गतिविधियाँ और कुल आवंटन योग्य लागत हम यहाँ लागत को भी रखते हैं हम गतिविधि का नाम और लागत और फिर लागत निर्धारक रखते हैं प्रति इकाई की गणना हेतु प्रति इकाई लागत की गणना हेतु और फिर यहाँ हमारे पास उत्पाद हैं हमारे पास यहाँ उत्पाद हैं शायद ए बी हैं फिर यह सी है और फिर यह डी है तो फिर हम इस लागत को आवंटित करते हैं क्या ये कुल गतिविधियां इसके लिए भी की गयीं हैं इसके लिए भी इसके लिए भी और इसके लिए भी की गई हैं इस गतिविधि को शायद सिर्फ इन दोनों के लिए किया जा रहा है सिर्फ इसके और इसके लिए अतः हम इस तरह से मानचित्र दिखाते हैं इस गतिविधि को हम फिर से उत्पाद C और उत्पाद D के लिए करतें हैं ठीक है और यहाँ इस गतिविधि को आप फिर से सभी चार उत्पादों के लिए कर रहे हैं अर्थात आप इसे सभी चार उत्पादों के लिए दिखायेंगे और इसे फिर से हम केवल एक उत्पाद सी और एक उत्पाद डी के लिए कर रहे हैं तो इस तरह से आपको मानचित्र बनाना होगा जिसमें उत्पादों गतिविधियों संसाधनों और कुल अप्रत्यक्ष लागतों के संबंधो और अंतर्संबंधो को दिखाना होगा अतः यदि यह मानचित्र तैयार है यह मानचित्र तैयार किया जाता है तो क्या होता है यह मानचित्र हर उस व्यक्ति का मार्गदर्शन करने में मदद करता है जो इस फर्म या संगठन में इस प्रणाली से जुड़ा होता है यदि यह मानचित्र नहीं होता है उदाहरण के लिए और आज कंपनी में एक लागत अधिकारी है जिसके मार्गदर्शन में संपूर्ण एबीसी प्रणाली विकसित की गई है वह जानता है कि विभिन्न अप्रत्यक्ष लागतों की राशि क्या हैं फिर कुल कितना है आप इसे कुल गतिविधियां कुल संसाधन कुल लागत कुल निर्धारक और कुल उत्पाद कह सकते हैं अतः वह यह जानता है कि कैसे हमें लागत आवंटित करना है किन्तु उदाहरण के लिए कल वह व्यक्ति संगठन छोड़ देता है या यदि उसे किसी अन्य प्रभाग या जगह स्थानांतरित कर दिया जाता है तब नए व्यक्ति को कार्यभार संभालना होगा और फिर से पूरी लागत प्रणाली को समझने में उसे कुछ समय लगेगा ठीक है लेकिन अगर वह मानचित्र उस फर्म में उपलब्ध है वह मानचित्र एबीसी मानचित्र उपलब्ध है तो वह पता लगा सकता है यह हमारी औसत अप्रत्यक्ष लागत 10 लाख रुपये है ये विभिन्न गतिविधियाँ हैं जो हम फर्म में कर रहे हैं ये विभिन्न उत्पाद हैं हम फर्म में विनिर्माण कर रहे हैं और इस तरह से इन गतिविधियों को अलग अलग उत्पादों में आवंटित किया जाना है ये विभिन्न निर्धारक हैं जो हमारे पास सामान्य रूप से होते हैं अवधि निर्धारक व् लेनदेन निर्धारक हैं और कैसे इस तरह से इस लागत को आवंटित करना है तो यह मानचित्र इतना उपयोगी है कि यदि आप इसे विकसित नहीं करते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं और अंततः यह अत्यंत कठिन प्रणाली होगी अतः पहला कदम है गतिविधियों संसाधनों और संबंधित लागत निर्धारक की लागत का निर्धारण करना दूसरा है गतिविधियों संसाधनों और उनके अंतर्संबंधों के प्रवाह को दिखाने वाले एक प्रक्रिया आधारित मानचित्र विकसित करना जिस पर मैं आपके साथ चर्चा करता हूं यानि मानचित्र तैयार करना फिर हमने तीसरे चरण के बारे में बात की तीसरे चरण में लागत लागत निर्धारकों के भौतिक प्रवाह और गतिविधियों व् संसाधनों की लागत निर्धारक इकाईयों से संबंधित प्रासंगिक डेटा को एकत्र किया जाता है लागत निर्धारकों के भौतिक प्रवाह और गतिविधियों व् संसाधनों की लागत निर्धारक इकाईयों से संबंधित प्रासंगिक डेटा को एकत्र किया जाता है अर्थात हमें सम्पूर्ण जानकारी एकत्र करनी है हम जानते हैं कि कितनी गतिविधियाँ हैं हम जानते हैं कि उनके संबंध और अंतर्संबंध क्या है अब हम जानते हैं कि कितने प्रकार के निर्धारक होते हैं हमें डेटा एकत्र करना है और उनका भौतिक प्रवाह कैसे होता है कौन सी गतिविधि किस उत्पाद को प्रभावित कर रही है कौन सी गतिविधि दुसरे उत्पाद को प्रभावित नहीं कर रही है और दूसरे निर्धारक कौन कौन से हैं हमें उन निर्धारको तो खोजना होगा और चौथा चरण नई गतिविधि आधारित जानकारी की गणना और विवेचना है एक बार जब आपने कुल संसाधन लागत अप्रत्यक्ष लागत की गणना कर ली है आपने सभी गतिविधियों की पहचान कर ली है आपने प्रति गतिविधि लागत की पहचान कर ली है निर्धारकों की पहचान कर ली है और फिर आपके पास कहिये कि आप जानते हैं कि लागत को विभिन्न उत्पादों में कैसे आवंटित करना है तो आप उसकी गणना करते हैं प्रति इकाई लागत गुणा गतिविधियों या निर्धारकों की संख्या और फिर आप उसे उत्पादों में जोड़ते हैं ताकि लागत की सही राशि सही उत्पाद में जोडी जा सके और सही लागत की गणना की जा सके तो आपको यह चार चरणों वाली प्रणाली को करना है पहला गतिविधियों निर्धारको और संसाधनों की पहचान है दूसरा मानचित्र का निर्माण है तीसरा उनके मूल्यों की गणना है और अंत में फिर उन्हें रखना और चौथा मतलब उन्हें अलग अलग उत्पादों में जोड़ना है यानि यह चौथी गतिविधि है जिसे हमें करना है या जिसका निष्पादन करना है किसी संगठन के संचालन में सुधार के लिए गतिविधि आधारित लागत प्रणाली का उपयोग गतिविधि आधारित प्रबंधन है अर्थात अनंतिम उद्देश्य क्या है हम एक संगठन के संचालन में सुधार करना चाहते हैं और जब संचालन सुधरता है तो लागत आवंटन भी सुधरता है तो इसका मतलब है कि संगठन का समग्र प्रदर्शन बढ़ता है क्योंकि संगठन के समग्र प्रदर्शन में वृद्धि होती है अर्थात जब हम उस कुल बिक्री लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं हम उस लाभ लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं हम निर्माण लक्ष्य और उन्हें लक्षित बाजार में बेचने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं जब हम उन सभी चीजों को करने में सक्षम होते हैं तो इसका मतलब है कि अब आपको यहाँ एक प्रणाली बनानी होगी और उस प्रणाली का उद्देश्य जिसे हम एबीसी गतिविधि आधारित लागत कहते हैं का उद्देश्य एक संगठन के संचालन में सुधार करना होता है और इन सभी को गतिविधि आधारित प्रबंधन कहा जाता है क्योंकि यदि आप उत्पाद की सही लागत तय करने में सक्षम हैं आप उत्पाद की सही कीमत तय करने में सक्षम हैं और बाजार की उचित हिस्सेदारी प्राप्त करने में सक्षम हैं तो इसका मतलब है कि गतिविधि आधारित लागत प्रणाली की डिजाइनिंग और कार्यान्वयन के चार चरण हैं और अंततः अगर आप ऐसा करने में सक्षम होते हैं प्रणाली को लागू करने फर्म को ABC के आधार पर चलाने तो फिर उस प्रणाली को गतिविधि आधारित प्रबंधन कहा जाता है अब गतिविधि आधारित प्रबंधन क्या है आइए हम इसे फिर से समझते हैं और अधिक स्पष्टता से गतिविधि आधारित प्रबंधन का उद्देश्य ग्राहकों द्वारा प्राप्त मूल्य में सुधार और रणनीति और संचालन में सुधार के अवसरों की पहचान करके लाभ में सुधार करना है ग्राहकों द्वारा प्राप्त मूल्य क्योंकि आप सही ग्राहकों से सही कीमत वसूल रहे हैं यदि मैं उत्पाद खरीद रहा हूँ उदाहरण के लिए यदि मैं यह कलम खरीद रहा हूँ और इस कलम की कीमत मेरे लिए १० रुपये है और मैं इस कलम के लिए १० रुपये का भुगतान कर रहा हूँ तो मैं खुश हूँ लेकिन अगर इस कलम का अर्थात इस तरह से निर्मित है जहां लागत का मिथ्या निर्धारण किया जाता है और कंपनी ने इस उत्पाद की लागत की गणना 18 रुपये की है 2 रुपये मार्जिन जोड़ने के बाद यदि वे इसे मुझे किसी भी तरह 20 रुपये में बेच रहे हैं मुझे उत्पाद खरीदना है क्योंकि कोई विकल्प नहीं है लेकिन अंततः मुझे अपने पैसे का मूल्य नहीं मिल रहा है यह कलम 20 रुपये के लायक नहीं है बल्कि 10 रुपये का है अतः मुझसे इस उत्पाद के लिए 10 रुपए ही लेना चाहिए एक अन्य व्यक्ति एक अन्य ग्राहक हो सकता है जिसे उत्पाद की आवश्यकता है जो उत्पाद निरंतरता गतिविधियों पर आधारित है जिसकी लागत उत्पाद की तीव्रता के आधार पर आवंटित की जाएगी तो निश्चित रूप से आप उससे ऊँची कीमत वसूलते हैं आप उससे वही कीमत नहीं वसूलते हैं आप उससे ऊँची कीमत वसूलते हैं ऊँची कीमत क्योंकि वह बेहतर सेवाओं के लिए पूछ रहा है वह बेहतर उत्पाद चाह रहा है वह अलग उत्पाद की मांग रहा है तो इसका मतलब है कि गतिविधि आधारित प्रबंधन ग्राहकों को मूल्य दिए जाने को संभव बनाता है और एक बार जब आप अपने ग्राहकों को संतुष्ट रखते हैं मतलब एक बार जब आप अपने ग्राहकों की सभी मांगों को पूरा करते है और सदा उन्हें समय खुश रखते हैं तो वे हमेशा कंपनी का समर्थन करते हैं वे कंपनी के स्थायी ग्राहक बनें रहते हैं और वे अर्थात हमेशा कंपनी और उसके संचालन का समर्थन करते हैं इसलिए बाजार में ऐसी कंपनियां की निरंतरता बहुत लंबी अवधि के लिए संभव है यह संभव हो जाता है अब एबीएम गतिविधि आधारित प्रबंधन के बारे में कुछ और बातें मूल्य वर्धित लागत एक ऐसी गतिविधि की लागत है जिसे ग्राहकों को हमारे उत्पादों के मूल्य को प्रभावित किए बिना समाप्त नहीं किया जा सकता है मूल्य वर्धित लागत एक ऐसी गतिविधि की लागत है जिसे ग्राहक के लिए हमारे उत्पादों के मूल्य को प्रभावित किए बिना समाप्त नहीं किया जा सकता है आप एक उत्पाद को बनाने के लिए कुछ विशेष कार्य कर रहे हैं जिसे क्रेता द्वारा स्वयं आदेशित किया गया है मुझे काली कलम नहीं खरीदनी है मैं लाल कलम खरीदना चाहता हूं और नीले और काले कलम के निर्माण की तुलना में लाल कलम के निर्माण की एक अलग लागत है इसलिए मैं अपने ग्राहकों से उत्पाद में अतिरिक्त मूल्य जोड़ने के लिए अधिक मूल्य क्यों ना लूं फिर इसके विपरीत गैर मूल्य वर्धित लागत वह लागत है जिसे हमारे ग्राहकों के लिए उत्पादों के मूल्य को अप्रभावित किए बिना समाप्त किया जा सकता है हम काली कलम का निर्माण कर रहे हैं आप नीली कलम का निर्माण कर रहे हैं और मोटे तौर पर इन उत्पादों द्वारा कुल उपरिव्यय की खपत बहुत कम हैं क्योंकि उत्पादन की मात्रा बहुत अधिक है तो क्यों न उस अतिरिक्त लागत को खत्म किया जाए जो लाल कलम की वजह से हो रही है और उसे काली कलम में जोड़ रहे हैं हमें ऐसा नहीं करना है लाल कलम की कुल लागत को लाल कलम में जोड़ना है बैंगनी कलम की कुल लागत को बैंगनी कलम में काले कलम की लागत को काली कलम में और नीली कलम की लागत को नीली कलम में जोड़ना है अंततः मुझे लगता है कि हम अधिलागत और कम लागत की समस्या को हल कर लेंगे और लोग उत्पाद के लिए इष्टतम मूल्य का भुगतान करेंगे और फर्म भी खुश होगी ग्राहक भी खुश होंगे तब फिर सभी विश्वास समूह बहुत खुश होंगे अब हम एबीसी जानकारी का उपयोग करने के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम गतिविधि आधारित लागत प्रणाली को सुधारते हैं तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें सदा हमें अपने मन में रखना चाहिए गतिविधि आधारित प्रबंधन मूल्य वर्धित और गैर मूल्य वर्धित गतिविधियों की लागत प्रदान करता है यह वही है जो हम करते हैं और एबीसी भी हम यह पता लगा लेने में सक्षम हैं कि एक उत्पाद में कौन सी गतिविधियों का उपयोग किया जाता है और कौन सी गतिविधियों का नहीं इसलिए दोनों गतिविधियों की लागत को उस उत्पाद में क्यों जोड़ा जाए जो किसी एक विशेष गतिविधि का उपयोग नहीं कर रहा है एबीसी गतिविधि आधारित प्रबंधन मूल्य वर्धित और गैर मूल्य वर्धित गतिविधियों की लागत प्रदान करता है प्रबंधकों की संचालन समझ में सुधार करता है आप समझते हैं कि विभिन्न उत्पादों का निर्माण कैसे किया जाता है उन उत्पादों से जुड़ी लागतें क्या है और उस लागत को कैसे आवंटित किया जाए और अंतत यदि हम ऐसा करने में सक्षम हैं तो फर्म के समग्र संचालन में सुधार होता है इसलिए अब हम लागत लेखांकन और मूल्य श्रृंखला की बात करते हैं एक अच्छी लागत लेखांकन प्रणाली सभी मूल्य श्रृंखला कार्यों अनुसंधान और विकास से लेकर ग्राहक सेवा तक आप अलग अलग प्रदर्शन करते हैं यह हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों की एक श्रृंखला है कुल और हर स्तर पर हम उत्पाद में मूल्य जोड़ते रहते हैं हर बार हम उत्पाद में मूल्य जोड़ते रहते हैं और इस मामले में जब आप समग्र प्रणाली के बारे में बात करते हैं तब आप समझ सकते हैं कि वे कौन सी विभिन्न गतिविधियाँ हैं जो हम कर रहे हैं हम कैसे मूल्य जोड़ रहे हैं और अन्य चीजें कैसे हो रही हैं अर्थात जब आप लागत लेखांकन के बारे में बात करते हैं तो लागत लेखांकन का उद्देश्य लागत लगाने वाली गतिविधियों की पहचान करना है उनकी ठीक से पहचान करना उन्हें विभिन्न उत्पादों में आवंटित या वितरित करना और फिर एक प्रक्रिया का पालन करके उत्पादन की वास्तविक लागत की गणना करना है और वह भी केवल एक उत्पाद या उत्पाद की श्रेणियों में नहीं बल्कि अनुसंधान और विकास से लेकर ग्राहक सेवा तक अंत में यानि जहाँ से आप उत्पाद का निर्माण शुरू करते हैं आकार देने से नहीं इस कलम का निर्माण तब शुरू नहीं हुआ जब हमने वास्तव में इस कलम का निर्माण किया यह कलम तब शुरू हुई जिसके चकते लागत आ रही जब किसी ने एक विचार के बारे में सोचा एक विचार की कल्पना की कि मुझे एक कलम का निर्माण करना चाहिए जिसकी काली स्याही नीली स्याही लाल स्याही बैंगनी स्याही हो सही है तो वहां से अर्थात जब से आप सोचना शुरू करते हैं तब से आपकी लागत लगने लगती है इसलिए अनुसंधान और विकास तब परीक्षण विनिर्माण के लिए जाते हैं और फिर आगे की प्रक्रियाओं के लिए जाते हैं जब आप उत्पाद का निर्माण करके उसे बाजार में बेचते हैं और तब आप बिक्री के बाद की सेवाएं देतें हैं आप ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं इसलिए इस मामले में जब पूरी प्रक्रिया जब आप सभी चीजों के बारे में बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमें सभी गतिविधियों सभी चीजों और सभी कार्यों को ठीक से करना होगा तो अंत में यहां पता लगाने का उद्देश्य यह है कि गतिविधि आधारित प्रबंधन मूल्य वर्धित और गैर मूल्य वर्धक गतिविधियों की लागत प्रदान करता है और प्रबंधकों की संचालन समझ में सुधार करता है तो अब तक हमने जो बात की है वह यह है कि जब आप इस प्रणाली के बारे में बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले संगठन को समझें आप समग्र फर्म को समझें और एक बार जब आप समग्र फर्म को समझ लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप हमेशा ध्यान में रखें कि आप कहाँ एबीसी को लागू कर सकते हैं ठीक है एबीसी को कहाँ लागू करना है क्या सभी प्रकार की फर्मों में लागू किया जा सकता है नहीं अनेक उत्पाद बनाने वाली कंपनियां और दूसरी है कि जब स्थिर लागत या अप्रत्यक्ष लागत अधिक है अप्रत्यक्ष लागत अधिक है और तब तक हम अनेक उत्पादों के बारे में सीखते हैं इसलिए जब हम एबीसी प्रणाली के बारे में बात करते हैं तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक बहुत प्रसिद्ध प्रोफेसर ने एक बहुत अच्छा तर्क दिया था कि एक नियम है जो उन संगठनों में लागू होता है जहां एबीसी लागू करना संभव है और वह नियम विली स्वीटन नियम है आप नेट पर विली स्वीटन नियम खोज सकते हैं और विली स्वीटन नियम क्या है उदाहरण के लिए वह नियम कहता है या उस नियम का अर्थ है कि उस नियम के पीछे का उद्देश्य यह है कि अमेरिका में एक व्यक्ति था जिसे विली स्वीटन कहा जाता था वह बैंकों को लूट रहा था और वह उस प्रक्रिया से पैसा कमा रहा था एक दिन उसे पुलिस ने पकड़ लिया और पूछताछ की गई तुम बैंकों को क्यों लूट रहे हैं आप इस गतिविधि में क्यों शामिल हैं वह कहता है कि मैं बैंकों को लूट रहा हूं क्योंकि मैं पैसे कमाना चाहता हूं और मैं केवल बैंकों को लूट रहा हूं क्योंकि यहाँ पैसा है अगर मैं किसी व्यक्ति के पास जाता हूं तो मुझे उससे कितना पैसा मिल सकता है अगर मैं किसी दुकान में जाता हूं तो मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं मैं बैंक जा रहा हूं क्योंकि वहां पैसा है मैं बैंक लूटना चाहता हूं बहुत सारे पैसे हड़पना चाहता हूं इसलिए मेरे प्रयासों की अत्यधिक लागत है यदि मैं पकड़ा गया तो मुझे दंडित किया जाएगा इसलिए मेरे प्रयास अत्यधिक महंगे हैं अत्यधिक जोखिम भरा है जिसकी लागत बहुत अधिक है इसलिए मुझे उन गतिविधियों को तभी करना चाहिए जब उससे मिलने वाली वह राशि या वह लाभ बहुत अधिक है इसलिए जब वह बैंक जा रहा होता है तो वह जानता है कि अगर मुझे बैंक से मिलता है उदाहरण के लिए दो करोड़ रुपये तो पकडे जाने पर भी यह इसके लायक है और अगर मैं पकड़ा नहीं गया तो क्या होगा तो कोई समस्या नहीं लेकिन अगर मैं पकड़ा नहीं गया तो मुझे दो करोड़ रुपये मिलेंगे तो उसके साथ भी वही हाल है जहां आप एबीसी को लागू कर सकते हैं जहां स्थिर लागत या अप्रत्यक्ष लागत बहुत अधिक है जहां स्थिर लागत बहुत अधिक है अप्रत्यक्ष लागत बहुत अधिक है वहां हमें एबीसी को लागू करने के बारे में सोचना होगा अतः पहला है जब अनेक उत्पाद का आप निर्माण कर रहे हैं एक या दो नहीं कम से कम यदि आप तीन से चार या अधिक उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं फिर आप सोचते है कि पहली शर्त पूरी हो गई है दूसरी शर्त यह है कि स्थिर लागत की मात्रा बहुत अधिक है और यह सभी चार उत्पादो में आसानी से आवंटित नहीं हो सकता इसलिए यह एक और महत्वपूर्ण बात है तो यह निश्चित करें तभी मैंने आपको यह बताया कि जब हम इन दो नियमों के बारे में सोचते हैं इसके पीछे के कारणों एबीसी प्रणाली को लागू करना एक अत्यधिक खर्चीली प्रक्रिया है और एक बार लागू होने के बाद आप यह नहीं कह सकते कि यह हमेशा के लिए यही रहेगा यह एक समय अंतराल के बाद बदल जाएगा और जब यह समय के साथ बदल जाएगा तब उस मामले में फिर से मतलब है आपको लागत वहन करना होगा चुकी जब आप एबीसी प्रणाली को लागू करते हैं तो हम प्रारंभिक काम करते हैं फर्म स्तर पर अपने स्तर का प्रारंभिक कार्य करते हैं और फिर हम कुछ सलाहकारों को नियुक्त करते हैं जो वास्तव में वे लोग हैं जो समझते हैं एबीसी क्या है तो मैंने आपको विभिन्न प्रकार के निर्धारको और गतिविधियों के बारे में बताया जिनका हम अनुसरण करते हैं तो आप इसे निर्धारक कह सकते हैं जो कि अवधि निर्धारक है इसका अर्थ यह है कि यह लेनदेन निर्धारक नहीं है यह तो आप कह ही सकते है लेन देन निर्धारको का पता लगाना कोई समस्या नहीं है लेकिन अवधि निर्धारक एक समस्या है यानि उस अवधि की लागत की गणना करना बहुत मुश्किल है मैंने आपको पिछली कक्षाओं में भी बताया था कि उदाहरण के लिए अब अन्य दस लोग हैं 10 लोग हैं जो प्रशासनिक विभाग में कार्यरत हैं 10 लोग जो प्रशासनिक विभाग में काम कर रहे हैं और वे सभी 4 उत्पादों के साथ काम कर रहे हैं मतलब वे संचार कर रहे हैं वे खाता बही का रखरखाव कर रहे हैं वे रहतिया खाते का रखरखाव कर रहे हैं वे अन्य सभी प्रकार के खातों का रखरखाव कर रहे हैं और उनका समस्त समय 4 उत्पादों एबीसी और डी में वितरित है ठीक है अब यदि आप कह रहे हैं कि इन दस लोगों का कुल वेतन उदाहरण के लिए कहिये कि 4 लाख रुपये है और उसे आपको चारों उत्पादों में वितरित करना होगा तो आप कह सकते हैं कि हम इन चारों उत्पादों की कितनी इकाईयों का निर्माण कर रहे हैं १ लाख तो एक उत्पाद के लिए प्रति इकाई लागत कितनी है लेकिन वास्तव में मैंने आपको कई बार कहा ये 10 लोग अपने अपने समय का सिर्फ 10 प्रतिशत उत्पाद A को दे रहे हैं उत्पाद बी को 20 प्रतिशत समय उत्पाद सी को 30 प्रतिशत समय और उत्पाद डी को शेष समय तो इन दस लोगों के 4 लाख रुपये के वेतन को कैसे समान रूप से उन सभी 4 उत्पादों में बांटा जा सकता है यह उत्पादों के साथ अन्याय है और यह लागत है और यह लागत प्रणाली है यह कैसे किया जा सकता है यह करना संभव नहीं है एवंग यह नहीं करना चाहिए अर्थात हमें उस स्थिति से निपटना होगा जहां स्थिर लागत आपकी समस्या है तो अब क्या होगा आपको इसे आवंटित करना होगा तो फिर भी अगर आप इन 10 लोगों के पास जाएं हम उनसे पूछते हैं उदाहरण के लिए मैं वह व्यक्ति हूं जो अपनी कंपनी में एबीसी को लागू करने के लिए जिम्मेदार हूँ मैं उस अवधि निर्धारक की पहचान करना चाहता हूं अतः मैं इन 10 लोगों के पास जाता हूं और मैंने उनसे पूछा कि देखिये आपलोग सभी 4 उत्पादों का प्रबंधन कर रहे हैं आप 10 लोग हैं यानि आप आनुपातिक रूप से सभी चार उत्पादों को अपना समय दे रहे हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उत्पाद A उत्पाद B उत्पाद C या उत्पाद D के संबंध में एक दिन में आप कितना समय दे रहे हैं क्या आप मुझे बता सकते हैं यहां तक कि वह व्यक्ति जो उस काम को कर रहा है वह सवाल पूछनेवाले व्यक्ति को नहीं बता पाएगा वह कह सकता है कि ठीक है एक दिन के इस 8 घंटे जो मैं कंपनी में या कार्यालय में व्यतीत करता हूँ उसमे से एक घंटे मैं उत्पाद ए के लिए काम करता हूँ 3 घंटे मैं उत्पाद बी के लिए काम करता हूं और फिर 2 या 3 घंटे उत्पाद सी और डी प्रत्येक के लिए काम करता हूं लेकिन शायद वह सही नहीं हो सकता है क्योंकि वह स्वयं नहीं जानता उसने अपना समय अभिलेखित नहीं किया है और यह संभव भी नहीं है तो क्या होता है सलाहकार जाता है और उस कार्यालय में बैठता है या सलाहकारों की एक टीम जाती है और वे उस कार्यालय में बैठते हैं और वे काम करने वाले लोगों का अवलोकन करते हैं वे इसे जानते हैं वे इसका उचित रिकॉर्ड रखते हैं और वे सभी दस लोगों पर नजर रखते हैं कि सामान्यतया इन विभिन्न उत्पादों के संबंध में विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए कितना समय देते हैं और इसे वे रिकॉर्ड करते रहते हैं फिर वे इसकी तुलना करते हैं जो कर्मचारी स्व्यं कह रहा था कि वह चार उत्पादों को कितना समय देता है एक सलाहकार पर्यवेक्षक के रूप में उसने क्या देखा क्या अंतर है और फिर वे एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आम तौर पर उत्पाद ए इतने समय का उपभोग करता है बी उत्पाद इतने समय का उपभोग करता है उत्पाद सी इतने समय का उपभोग करता है और उत्पाद डी इतने समय का उपभोग करता है तो इसका मतलब है कि जब आप उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं तो हमें बहुत स्पष्ट होना होगा उस लागत कर्मचारियों के वेतन को कैसे वितरित किया जाए इसी तरह आप प्रशासनिक भवनों के किराए और प्रशासनिक भवनों के बिजली बिलों के बारे में बात करते हैं आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आम तौर पर उत्पादन की मात्रा कितनी है और इसमें कितना समय लगता है तो उस तरह से कुल लागत शायद अवधि लागत होगी या शायद कुल आपके उत्पाद की तीव्रता या शायद इकाई स्तर के आधार पर यदि यह इकाई स्तर का उत्पाद है तो यह कह सकते हैं कि हम उन उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं उस तरह के उत्पाद के लिए प्रत्येक गतिविधि को करना है या उस उत्पाद को इस गतिविधि की आवश्यकता है सभी उत्पादों को क्योंकि वे इकाई स्तर की गतिविधियाँ हैं तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं और लागत का विभाजन कर सकते हैं और आप आसानी से उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं तो दो शर्तें पहली ये कि कंपनी कई उत्पादों का निर्माण कर रही हो और दूसरी बात यह है कि अप्रत्यक्ष या स्थिर लागत अत्यधिक होनी चाहिए ये दो पूर्व आवश्यक शर्तें हैं फिर यानि समस्या आती है स्थिर लागतों के वितरण की इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि हम एक या दो उत्पाद नहीं बना रहे हैं हम बड़ी संख्या में उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं और स्थिर लागत अत्यधिक है उदाहरण के लिए अब आप रसायन उद्योग के बारे में बात करते हैं आप उस पेंट उद्योग के बारे में बात करते हैं आप दवा उद्योग के बारे में बात करते हैं एक दवाई के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता होती है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की आवश्यकता होती है वे आंशिक रूप से परिवर्तनशील हैं आंशिक रूप से स्थिर तो परिवर्तनशील को बाँटना वितरित करना बहुत ही आसान है लेकिन स्थिर गतिविधियों का क्या स्थिर लागत के बारे में क्या यह समस्या उत्पन्न करता है उसका कारण बनता है जो चुनौती देता हैहमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा और हमें इसके बारे में सावधान रहना पड़ेगा तो और यदि आप उदाहरण के लिए एक बहुत ही मानक उत्पाद है मैं कहता हूं कि आप सामान्य उत्पाद बना रहे हैं फिर मुझे लगता है कि जटिलता कम है तो आपकी स्थिर लागत भी कम है और यदि उत्पादों की संख्या भी एक या कम है एक या दो हैं तो मुझे लगता है कि हमें प्रणाली को लागू करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि ABC को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती इस प्रणाली का निर्माण करना बनाए रखना समय बीतने के साथ इसकी समीक्षा करना और अंत में प्रणाली को अद्यतन रखना है यह अत्यधिक महंगा है इसलिए एक बार जब आप कुछ खर्च उठाते हैं तो आपको उस खर्च को उचित ठहराने में सक्षम होना चाहिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रबंधन लेखांकन में जब हमने इस विषय में इन सब बातों पर बात करना शुरू किया था तो मैं आपको बताऊंगा कि लागत और लाभ कोई भी निर्णय लेने का आधार है हम कितना खर्च करने जा रहे हैं हम कितने लाभ की उम्मीद कर रहे हैं और फिर हम तुलना कर सकते हैं और यदि आप लागत और लाभ की तुलना करना चाहते हैं तो उस स्थिति में लाभ हमेशा लागत से अधिक होना चाहिए तभी सिर्फ निर्णय को लागू करना चाहिए यदि लाभ लागत से कम है तो कोई संभावना नहीं है उस विशेष पहल उस विशेष प्रणाली को लागू करने का कोई कारण नहीं है अतः हमें सावधान रहना होगा और हम इस बारे में सोचेंगे कि हम कितना खर्च करने वाले हैं इससे हमें कितना फायदा होने वाला है और सब क्या है अर्थात संगठन में एबीसी प्रणाली लागू करना संभव है या नहीं मोटे तौर पर बड़ी कंपनियों में या कहिये बड़े आकार के संगठनो में या शायद बहुराष्ट्रीय कंपनियों इस तरह की प्रणाली लागू करती हैं यह छोटी कंपनियों छोटे संगठनों का काम नहीं है भारत में बहुत कम कंपनियों ने इस प्रणाली को लागू किया है बड़ी कंपनियों ने भी नहीं यहाँ तक की बड़ी कंपनियां भी इसकी जटिलताएं अत्यधिक व्यय की आवश्यकता प्रणाली को अद्यतन रखने की जरुरत और सर्वश्रेष्ठ संचालनो को करने के कारण इस प्रणाली को लागू करने में सक्षम नहीं है इसलिए सामान्यतया ऐसा हम विनिर्माण संगठनों में करने में सक्षम होते हैं लेकिन सेवा उद्योगों में भी खुदरा व्यापार संगठनों में भी हम उन सभी गतिविधियों को करने में सक्षम हैं तो इस पूरे मामले में इस पूरी प्रणाली में हम एबीसी को लागू करने के बारे में सीखने वाले है एबीसी की पूर्वापेक्षाएँ क्या हैं इस प्रणाली को कैसे लागू करें प्रथम शर्त यह है कि उत्पाद विविधता है और दूसरी आपकी अत्यधिक स्थिर लागत है यह एक है फिर दूसरा विभिन्न गतिविधियों की पहचान है और फिर तीसरा विभिन्न निर्धारकों की पहचान है और फिर प्रति निर्धारक लागत की गणना और उस लागत का कार्यान्वयन तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखना होगा और एक बार जब आप उस प्रणाली को बना लेंगे तो आप उस प्रणाली को बनाने में सक्षम होंगे मैंने आपको बताया कि आप इस तरह से बना सकते हैं यह बाहरी एबीसी है यह अगला स्तर है यह अगला स्तर है और अंत में यह अंतिम स्तर है या शायद यह अनंतिम स्तर है इसलिए यदि आप विवरण में नहीं जाना चाहते हैं तो आप इस प्रणाली को इस परत तक लागू कर सकते हैं या आप इस परत तक जा सकते हैं या आप इस परत तक जा सकते हैं अंतत हमें यहां से शुरुआत करनी है और हमें यहां पहुंचना है इसलिए यदि आप पहुँचने में सक्षम हैं तो आप लक्ष्य भेद रहे हैं यह एबीसी का वास्तविक कार्यान्वयन है और इस एबीसी का उद्देश्य आपके कुल लागत प्रणाली अवशोषण लागत प्रणाली जहां विभिन्न उत्पादों के बीच स्थिर लागत का आवंटन दोषपूर्ण है के सही विकल्प का पता लगाना है और हमें इसे दूर करना होगा और अनंतिम उद्देश्य उत्पाद की सही लागत की गणना करना है अतः यदि आप उत्पाद की सही लागत की गणना करने में सक्षम हैं तो उस स्थिति में आप सही तरीके से उसकी कीमत तय करने में सक्षम हैं और यदि आप सही कीमत निर्धारण कर रहे हैं आप सही ग्राहक से सही कीमत वसूल रहे हैं और अंततः सभी ग्राहक बहुत खुश हैं कंपनियों के संचालन में भी सुधार हुआ है और यह सभी के लिए जीत की स्थिति है तो यह सब मूल रूप से गतिविधि आधारित लागत का वैचारिक हिस्सा है कि एबीसी क्या है कुल लागत प्रणाली से कैसे बेहतर है और हम क्या महत्वपूर्ण चीजें कर सकते हैं हम प्रणाली को कैसे लागू कर सकते हैं कैसे हम एक संगठन में इस प्रणाली को बना सकते हैं लेकिन फिर से इसे ध्यान में रखें यह कुल लागत प्रणाली का विकल्प है यह मानक लागत सीमांत लागत या बजट का विकल्प नहीं है क्योंकि आखिरकार हमें उत्पादन की कुल लागत परिवर्तनीय लागत और स्थिर लागत को पुनर्प्राप्त करना होगा तो इस मामले में जब आप इस कुल स्थिर लागत और परिवर्तनीय लागत के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इसे कुल लागत प्रणाली में भी पुनर्प्राप्त करते हैं हम ABC में भी पुनर्प्राप्त करते हैं लेकिन मानक लागत प्रणाली में मानक लागत प्रणाली केवल एक पूर्व निर्धारित मानक है यह वास्तविक उत्पादन शुरू करने के लिए सिर्फ एक मार्गदर्शिका है यह उत्पाद की वास्तविक लागत नहीं है यह उत्पादों की एक बजटीय लागत है जब आप बजट बनाते हैं तो वे समग्र रूप से संगठन के बारे में मोटे तौर पर बता देते हैं और वे दिशानिर्देश बनाते हैं जब आप सीमांत लागत को अपनाते हैं तो सीमांत लागत सिर्फ परिवर्तनीय लागत प्रणाली पर आधारित होती है अतः ये कुल लागत को ध्यान में नहीं रखता है अर्थात हम शुरू में बड़े पैमाने पर स्थिर लागत की अनदेखी कर रहे हैं परिवर्तनीय लागत का ध्यान रख रहे हैं योगदान की गणना कर रहे हैं और तत्पश्चात यदि योगदान से स्थिर लागतों की वसूली संभव है तो हम यह करेंगे और लाभ की गणना करेंगे अन्यथा नहीं अतः सीमांत लागत सिर्फ एक अस्थायी लागत तकनीक है जिसका यदा कदा उपयोग किया जा सकता है जैसे प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर विभिन्न बाजार स्थितियों में किसी नए बाजार में प्रवेश करने के प्रयास में या बाजार में एक नया उत्पाद पेश करने की कोशिश में अन्यथा यह कुल लागत प्रणाली का प्रतिस्थापन नहीं है इसलिए मूलतः कुल लागत प्रणाली का प्रतिस्थापन एबीसी है लेकिन यह एबीसी कैसे उपयोगी है कैसे यह समग्र लागत प्रणाली के सुधार में योगदान करता है अब तक यहां इस वैचारिक भाग में हमने ये सब विस्तार से सीखा और सभी चीजों को समझने की कोशिश की यह कैसे काम करता है और वास्तव में कैसे इसे लागू किया जा सकता है और कैसे यह सर्वश्रेष्ठ लागत संरचनाओं को बनाने में मदद करता है मैं आपके साथ चर्चा करूंगा अगली कक्षा में कुछ प्रश्नों पर चर्चा करूँगा कुछ छोटे मामलों या कुछ प्रश्नों पर अर्थात हम ये सीखेंगे कि किसी संगठन में व्यावहारिक रूप से गतिविधि आधारित लागत प्रणाली को कैसे लागू किया जाए और जब आप अवशोषण लागत प्रणाली के तहत और एबीसी के तहत उत्पाद की प्रति इकाई लागत की गणना करते हैं तो लागत में कितना अंतर आता है लागत में क्या अंतर है और तदनुसार आप कैसे विभिन्न उत्पादों की कीमत निर्धारित कर सकते हैं और कहिये कि कैसे आप विभिन्न उत्पादों की लाभप्रदता की गणना कर सकते हैं ये बड़े बदलाव आप जान पाएंगे आप देख पाएंगे तो एबीसी के इन सब व्यावहारिक हिस्सों के बारे में मैं आपके साथ अगली कक्षा में चर्चा करूंगा